नमस्कार दोस्तों इस हफ्ते में दूसरी बार आपका स्वागत है जहां हम गैस मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं पिछले व्याख्यान में हमने संभावित परिदृश्य के बारे में चर्चा की है जो कि आदर्श और वास्तविक दोनों गैसों के मिश्रण के साथ हो सकता है और आज मैं यह चर्चा का उपयोग गैस मिश्रण के गुणों की गणना करने के लिए कर रहा हूं अब गैस मिश्रण के गुणों की गणना करने के लिए हमें निश्चित रूप से दो प्रकार के गुणों से निपटना होगा एक व्यापक गुण है और दूसरा जब हम कुछ व्यापक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम व्यापक गुणों के साथ शुरू करते हैं व्यापक गुणों के लिए मिश्रण के लिए किसी भी व्यापक गुणों के परिमाण की पहचान करने के लिए स्थिति बहुत सरल है हमें बस इसके सभी घटकों के लिए उसी व्यापक गुणों को जोड़ना होगा यह बहुत सरल है हमें मिश्रण के व्यापक गुणों का अंतिम मूल्य प्राप्त करने के लिए बस प्रत्येक घटक को जोड़ना होगा चलिए हम उस मिश्रण के बारे में बात करते हैं जिसमें k घटकों की संख्या है और mi प्रत्येक घटक के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है ni प्रत्येक घटक के मोल के संख्या को प्रदर्शित करता है जिसके अनुरूप आपके पास द्रव्यमान अंश xi और मोल अंश yi होगा और m मिश्रण का कुल द्रव्यमान है जहां से जोड़ने कीप्रक्रिया की जाती है जो कि 1 से k के बराबर होता है mi1kmi जहां कि n कुल मोल्स की संख्या है फिर i से जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है जो कि 1 से k के बराबर है ni1kni तो अब हम इस द्रव्यमान अंश और मोल के घटक की परिभाषा जानते हैं इसलिए मुझे xi और yi को समझाने की आवश्यकता नहीं है कुछ बहुत ही सामान्य व्यापक गुणों को हम रख सकते हैं यदि आपU के बारे में बात करते हैं तो U किसे निर्देशित करता है निश्चित ही मिश्रण के आंतरिक ऊर्जा को साधारणरूप में U लिखा जा सकता है Umi1kmi ui जहां ui उस विशेष घटक के लिए विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा है उसी प्रकार अगर हम फिर तापीय धारिता को लिखते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार Hmi1kmi hi hi उस घटक कीविशिष्ट तापीय धारिता है और एन्ट्रापी को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है Smi1kmi si साधारणत ये तीन सबसे सामान्य व्यापक गुण हैं जिनसे आपकोथर्मोडायनामिक्स में निपटना है आंतरिक ऊर्जा एक बंद प्रणाली के लिए थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम केउपयोग से ऊर्जा संतुलन से संबंधित है तापीय धारिता फिर से थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के उपयोग से है हालांकि हमने इस अभ्यासक्रम में एन्ट्रोपी का उपयोग नहीं किया है लेकिन एन्ट्रोपी जब आप थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के विश्लेषण या ऊर्जा के विश्लेषण को देखते हो तब उससे सम्बन्धित होती है इसलिए ये तीन गुण जो हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं उन सभी को बड़े अक्षरों का उपयोग करके लिखा जाता है और इसलिए वे मिश्रण की व्यापक गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह वह तरीका है जिसकी गणना हम प्रत्येक घटक से आने वाले योगदान को जोड़कर कर सकते हैं और काफी बार हमें इस गुणों में परिवर्तन से निपटना पड़ सकता है वास्तव में ऊष्मप्रवैगिकी में हम शायद ही इस गुणों के पूर्ण परिमाण के बारे में परेशान रहते हैं बल्किहम हमेशा प्रक्रिया के दौरान या एक चक्र में इस गुणों में परिवर्तन के बारे में चिंतित होते हैं तो अगर ΔUm मिश्रण की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है यह आसानी से नीचे लिखे रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है Um i1kUi i1kmi ui 2 ui 1 इसी प्रकार मिश्रण के लिए तापीय धारिता में परिवर्तन को इस प्रकार लिखा जा सकता है Hm i1kHi i1kmi hi 2 hi 1 और उसी तरह हम कुल मिश्रित एन्ट्रापी में परिवर्तन के लिए भी लिख सकते हैं Sm i1kSi i1kmi si 2 si 1 आम तौर पर हम हमेशा मिश्रण के लिए इन व्यापक संकेत चिन्हों को उपयोग करते हैं कभी कभी हमें गहन संकेतन के लिए जाना पड़ सकता है उस स्थिति में यदि आप मिश्रण के लिए विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम 'um' को उपयोग कर सकते हैं जो और कुछ नहीं है बल्कि बस यह है um Umm जहां Um मिश्रण की कुल ऊर्जा है या यदि हम इसे मोलर के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं तो तब यह होगा u m Umn जहां n मोल्स की कुल संख्या है यहां यह ओवर बार संकेतन मोलर परिभाषा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि um बिना ओवर बार के बीना द्रव्यमान की व्याख्या या ग्रेविमेट्रिक की परिभाषा को दर्शाता है इसी तरह हम मिश्रण के लिए एन्थालपी और एन्ट्रापी के विशिष्ट संस्करणों को भी परिभाषित कर सकते हैं हालांकि हमें आमतौर पर उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है यदि अब हम मिश्रण के लिए गहन गुणों को परिभाषित करना चाहते हैं तो सबसे आम गहन गुण तापमान है और जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं अगर आप मान लो की यदि आप दो गैसों को मिश्रित कर रहे हो और ये दोनों एक ही तापमान पर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अंतिम तापमान भी समान होगा या अन्य तरीके से वास्तव में यह कथन सही नहीं है क्योंकि हम बाद में इसे ठीक कर रहे हैं आइए हम इसके आसपास दूसरे तरीके से आते हैं अगर मिश्रण का तापमान दिया जाता है तो आप आसानी से मान सकते हैं कि उसके सभी घटक एक ही तापमान पर हैं इसलिए गहन अर्थों के लिए हमें किसी भी गणना के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है यदि तापमान दिया जाता है तो आप आसानी से प्रत्येक घटक के लिए तापमान की गणना कर सकते हैं क्योंकि यह केवल इस तापमान Tm के बराबर होगा जहां Tm मिश्रण तापमान और घटक तापमान को भी संदर्भित करता है और यह आदर्श और वास्तविक गैसों दोनों के लिए लागू होता है आप जो भी स्लाइड में लिख रहे हैं वे आदर्श और वास्तविक गैसों के लिए लागू होता हैं अब हम फिर से विशिष्ट परिभाषा से चलते हैं तो um जो विनिर्देश आप जानते हैं कि किसी भी व्यापक गुणों का विनिर्देश एक गहन गुण है तो इसी तरह केवल इसे यहाँ लिखा जाना चाहिए था um Umm और अब अगर हम परिभाषा का विस्तार करते हैं तब हम इस रूप में लिख सकते हैं Umm1mi1kmi ui i1k ui i1kxi ui उसी तरह हम लिख सकते हैं hmi1kxi hi मिश्रण तापीय धारिता के विशेष संस्करण और मिश्रण एन्ट्रापी का विशेष संस्करण निम्नलिखित है smi1kxi si इसी प्रकार यदि आपको मोलर के रूप में लिखना है तो umUm n1ni1kmi ui i1k ui कुछ भी करने से पहले हम इस mi को कुछ और में बदल देते है इसे कैसे mi में प्रदर्शित कर सकते हैं मोल्स की संख्या या आणविक भार के रूप में जब हम उस mi को आणविक भार के रूप में इसके लिए मोल्स की संख्या में लिखा जा सकता है तो यह बन जाता है i1kyi Mi ui लेकिन कभी कभी जब हम प्रत्येक घटक के अंदर बाईं ओर मोलर आधारित परिभाषा लिख रहे होते हैं तो उन्हें मोल के संदर्भ में भी दर्शाया जाना चाहिए तो अब यहाँ इस ui मैं यह जो कि आप ने लिखा है कि घटक के लिए एक विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा द्रव्यमान आधारित में लिखे हुए हैं इसकी इकाई kJkg है अब यदि आप मोल में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है ui बार विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा प्रति यूनिट मोल का प्रतिनिधित्व करता है जो kJkmol की इकाई है फिर ui बार और इस ui के बीच क्या संबंध होगा बेशक यह निम्नलिखित है uiuiMi या मुझे लिखना चाहिए की uiui Mi अब इस एक्सप्रेशन को देखिए जहां हम हैं अगर हम उन्हें एक ब्रैकेट में कर ले तो हम पाते हैं i1kyi i1k yi ui इससे पहले मैंने वास्तव में एक गलती की है आणविक भार की इकाई क्या है Mi 🡪 kgkmol अगर हम इस ui को mi से गुणा करते हैं फिर इस की अंतिम इकाई क्या होगी kJkmol यह वही है जो हमारे पास यहाँ है और हां umi1kyi ui इसी तरह hmi1kyi hi और smi1kyi si यहां सभी बार वाले तत्व प्रति यूनिट मोल की परिभाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि बिना बार वाले समान प्रतीकों वाले प्रति यूनिट द्रव्यमान को परिभाषित करते हैं तो इस तरह से हम प्रत्येक घटक के लिए विशिष्ट मानों की गणना कर सकते हैं दो अन्य गहन गुण जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वह विशिष्ट गर्मी है इसलिए उसी तरह मिश्रण के लिए Cp जिस तरह से आपने इंटरसेप्स आंतरिक ऊर्जा या इनथैलपी या एन्ट्रॉपी के लिए लिखा है ठीक उसी तरह जिस तरह हम इसे लिख सकते हैं Cpmi1kxi Cpi और Cv निरंतर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा को फिर से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है Cvmi1kxi Cvi और इसी तरह हम बार मात्रा भी लिख सकते हैं जो कि प्रति यूनिट मोल की परिभाषा है Cpmi1kyi Cpi Cp ओवर बार उच्चतम घटक के लिए निरंतर दबाव पर मोलर के आधार पर अपनी विशिष्ट गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है इसी तरह मिश्रण के लिए आइसोकोरीक विशिष्ट ऊष्मा इस रूप में दर्शाया जा सकता है Cvmi1kyi Cvi तो जिस तरह से हम दोनों गुण यानि व्यापक और गहन गुण की गणना कर रहे हैं वह यहाँ वास्तविक और आदर्श गैस मिश्रण के लिए लागू होते हैं अब हम इसे आदर्श गैस मिश्रण के विशिष्ट मामले में लागु करते हैं हम आदर्श गैस मिश्रण के लिए इन समाधानों को लागू करने जा रहे हैं फिर हम वास्तविक गैस मिश्रणों में जा रहे हैं उसी संबंधों को देखने के लिए कि गैसों के लिए विशिष्ट रूप का विस्तार कैसे किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 1259 अब जब हम एक आदर्श गैस मिश्रण की बात कर रहे हैं तब हम जानते हैं कि ith के लिए दबाव घटक के रूप में प्रतिनिधित्व इस तरह किया जा सकता है Piyi Pm जहां Pm मिश्रण का दबाव है और इस Pi को आंशिक दबाव के रूप में जाना जाता है क्योंकि कल के व्याख्यान के दौरान हमने देखा है कि घटक का दबाव और कुछ नहीं है लेकिन PiPm आंशिक दबाव के बराबर हो जाता है या Pi becomes equal to yi Pm for ideal gases तो हम आंशिक मात्रा के इस योग आंशिक दबाव का उपयोग केवल आदर्श गैसों के लिए करते हैं जबकि आम तौर पर आपको उन्हें घटक दबाव कहना चाहिए जैसे PiPmcomponent pressure और यह परिभाषा आदर्श और वास्तविक दोनों गैसों के लिए लागू होती है जबकि आदर्श गैसों के लिए जो आम तौर पर इस आंशिक दबाव के साथ जाती हैं जहां PiPmcorresponding molar fraction yi अब हम यह भी जानते हैं कि आम गुण जैसे कि आंतरिक ऊर्जा Cp Cv आदि वे सभी अकेले आदर्श गैसों के लिए तापमान के फंक्शन हैं यह केवल आदर्श गैसों के लिए दबाव से स्वतंत्र है वे केवल तापमान के फंक्शन हैं यह बात हम एक मॉड्यूल संख्या 2 में सिद्ध कर चुके हैं मुझे आशा है कि आपको याद है या यदि आप ठीक से याद नहीं कर सकते हैं तो आप उसी पाठ्यपुस्तक के संबंधित अध्याय में वापस जा सकते हैं जहां से हम जानते हैं कि एन्थालपी आंतरिक ऊर्जा Cp Cv आदि वे सभी आदर्श गैसों के लिए अकेले तापमान के फंक्शन हैं जबकि वास्तविक गैस के लिए वे तापमान और दबाव दोनों के फंक्शन हैं अब चूंकि वे अकेले तापमान के फंक्शन हैं इसलिए उनमें होनेवाला कोई भी परिवर्तन जैसे की आंतरिक ऊर्जा में होता परिवर्तन उसके अनुरूप तापमान में परिवर्तन के साथ फंक्शन में होना चाहिए या इसी तरह विशिष्ट इनथैलपी में परिवर्तन उसके अनुरूप तापमान में परिवर्तन का एक फंक्शन होना चाहिए इसलिए यदि हम तापमान में परिवर्तन को जानते हैं तो हमें इस गुण मान में समान परिवर्तन Cpऔर Cv के बस बीच के लिए समान रूप से पहचानने में सक्षम होना चाहिए हमें u और T के बीच के संबंध को जानना होगा जो आप पहले से ही P v T संबंध के द्वारा जानते हैं एक बार जब हम आदर्श गैसों के लिए P v T संबंध को जान लेते हैं तो P v T संबंध इस रूप में दिया जाता है Pv RT तो आप को पहले से ही पता है कि दबाव के बीचमे क्या संबंध है और जहाँ से हम इस बात के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं या हम सिर्फ विनिर्देश के मूल्य का उपयोग कर सकते हैं और हम ऐसे भी जा सकते हैं बेशक एन्ट्रॉपी के लिए स्थिति इतनी सीधी नहीं है क्योंकि फिर भी आदर्श गैस के लिए भी एन्ट्रापी तापमान और दबाव दोनों का एक फंक्शन है इनमें क्या संबंध था क्या आपको याद है Tds संबंधों का उपयोग करके आप तापमान और दबाव के एक फंक्शन के रूप में एन्ट्रापी की परिभाषा पा सकते है क्या आपको रूप याद हैं हम Tds संबंध के साथ शुरू कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे कि TdSdh vdP फिर थर्मोडायनामिक के गुण संबंधों का उपयोग करें और मैक्सवेल Maxwell's के समीकरणों का उपयोग करके हम विशेष रूप से आदर्श गैसों के समीकरण प्राप्त करते हैं विशिष्ट एन्ट्रापी में परिवर्तन जैसा कुछ निमांनुसार लिखा जा सकता है siCpi ln Ti2Ti1Ri ln Pi2Pi1 यहाँ 2 और 1 क्रमशः अंतिम और प्रारंभिक अवस्था को निरूपित करता है यहाँ हम इसेलिए विशिष्ट एन्ट्रापी में परिवर्तन के लिए ith घटक को लिख रहे हैं यदि आप इन सभी घटकों के परिवर्तन को केवल एक साथ जोड़कर मूल्यांकन कर सकते हैं तो हम मिश्रण में अंतिम परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं जबकि इस मामले में हम हमेशा लिख सकते हैं की uif क्योंकि जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि सभी घटक एक ही तरह से तापमान को महसूस कर रहे हैं तो तापमान में परिवर्तन सभी घटकों के लिए एक ही है और इसलिए यहां T1 और T2 के बजाय Ti1 और Ti2 लिख रहे हैं एन्ट्रापी के समीकरण में परिवर्तन के लिए तो हम लिख सकते हैं siCpi ln T2T1Ri ln Pi2Pi1 जैसा कि वे दोनों स्थिति 1 और 2 के लिए थर्मल संतुलन में हैं लेकिन यह Pi2 और Pi1 भिन्न भिन्न हो सकता है क्योंकि यह संबंध हमें ऐसा ही दिखाता है इसलिए Pi1yi 1Pm 1 उसी तरह Pi2yi 2Pm 2 इस तरह हम ith घटक केलिए एन्ट्रापी में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं यदि आप इसे मोलर के रूप लिखने के लिए चाहते हैं तो बस सब को मोल्स के रूप में विभाजित करके इस प्रकार लिख सकते हैं siCpiln T2T1Ri ln Pi2Pi1 यहां हम वास्तव में सभी चीजों को गुना कर रहे हैं वह सब कुछ आणविक भार है तो Ri MiR तो ठीक उसी परिभाषा को मोलर स्केल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह हम लोग एक आदर्श गैस मिश्रण के लिए सभी पांच सबसे महत्वपूर्ण थर्मोडायनामिक गुणों में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं यहाँ यह विशेष संबंध जो हम यहाँ उपयोग करते हैं वह अक्सर गिब्स डाल्टन सिद्धांत या एडिटिव दबावों के गिब्स डेल्टन कानून के रूप में जाना जाता है मुझे एक तरह से इसे गिब्स डाल्टन के रूप में नहीं लिखना चाहिए था जो कि दबाव के कारण गिब्स डाल्टन के सिद्धांत की तरह है जिसमें कहा गया है कि आदर्श गैस सन्निकटन के तहत एक गैस के गुण अन्य गैसों की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं प्रत्येक गैस घटक मिश्रण व्यवहार करता है जैसे कि यह मिश्रण तापमानमें अकेला मौजूद है Tm और मिश्रण मात्रा Vm तो गैस के अणु शायद आप याद कर सकते हैं कि आदर्श गैस सन्निकटन हम तब लेते हैं जब गैस के अणु जिनका घनत्व बेहद कम होता है जो या तो कम दबाव पर या उच्च तापमान पर होता है इसलिए गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर हैं और इसलिए प्रत्येक अणु अपने पड़ोसी अणुओं से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि पड़ोसी अणु इस पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने के लिए बहुत दूर हैं और इसलिए जिस तरह से एकल आदर्श गैस व्यवहार करती है आदर्श गैस का मिश्रण भी उसी तरह होना चाहिए और इसलिए मिश्रण में अन्य गैसों और प्रत्येक गैस घटक की उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है जैसे कि यह मिश्रण तापमान और मिश्रण की मात्रा आइए हम एक ही सिद्धांत को लागू करने के लिए एक उदाहरण को हल करने का प्रयास करें यहां हम एक कठोर टैंक के बारे में बात कर रहे हैं मेरे पास यहां चित्र है यह विभाजन द्वारा दो डिब्बों में विभाजित है एक पक्ष में 7 kg ऑक्सीजन होता है यह 7 kg ऑक्सीजन 40 0C और 100 KPa पर है दूसरी तरफ हमारे पास 4 kg नाइट्रोजन है जो गुलाबी रंग में 20 0C और 100 KPa में दिखाया गया है अब विभाजन को हटा दिया गया है जिससे गैसों को एक दूसरे के साथ मिश्रण करने की अनुमति मिलती है हमें मिश्रण का अंतिम तापमान और दबाव निर्धारित करना होगा तो यह समस्या बहुत सीधी है दोनों घटकों के लिए प्रारंभिक स्थिति दी गई है शुरू में वे असम्बद्ध हैं लेकिन प्रक्रिया के अंत में एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं इसलिए हमें इस अंतिम तापमान और दबाव को प्राप्त करना होगा जब वे एक दूसरे से पूरी तरह से मिश्रित हो जाएं तो वे किसी प्रकार के संतुलन में हैं अब शुरू करने के लिए हमें यह विश्लेषण करना होगा कि क्या हम आदर्श गैसों के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए हम यह कैसे पहचान सकते हैं कि दी गई शर्तें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या आदर्श गैस या वास्तविक गैस हैं आप जानते हैं कि मानो की हमें Pr और Tr के मूल्यों की जाँच करनी है दोनों घटकों के लिए दबाव और तापमान दिए गए हैं और आप ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए भी इसी महत्वपूर्ण बिंदु मान प्राप्त कर सकते हैं और 40 0C पर ऑक्सीजन के लिए पहले इसे केल्विन में परिवर्तित किया जाना चाहिए और फिर ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण तापमान से यह जांचने के लिए विभाजित किया जाना चाहिए कि यह मान 2 के करीब है या नहीं इसी तरह 100 KPa दबाव को ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण दबाव से विभाजित करना होगा ताकि यह जांचा जा सके कि यह एक अत्यंत छोटी संख्या है या नहीं नाइट्रोजन के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराएं और इस मामले में दोनों गैसें में आप पाएंगे कि दोनों गैसें एक आदर्श गैस की तरह होनी चाहिए और इसलिए उनके मिश्रण को एक आदर्श गैस मिश्रण के रूप में भी माना जाना चाहिए अब हम टैंक को आदर्श रूप से इन्स्युलेटेड मान रहे हैं आसपास के वातावरण के साथ किसी भी ऊष्मीय अन्तर्क्रियाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है इसलिए हम टैंक को अछूता मान रहे हैं और इसमें कोई भी कार्य हस्तांतरण शामिल नहीं है और आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं में किसी भी तरह के बदलाव की उपेक्षा की जा रही है तो हम जानते हैं कि कुछ गुण विशिष्ट हैं जो मैं यहाँ उपयोग करने जा रहा हूं cvO2 0658 kJkgK cvN2 0743 kJkgK तो आप इसकी गणना कैसे कर सकते हैं क्या हमें इस पर एक ऊर्जा संतुलन लागू करना होगा हमें बताएं कि E1 प्रारंभिक अवस्था है और E2 अंतिम स्थिति है तो यह एक क्षणिक प्रक्रिया है इस पूरी प्रक्रिया में यदि हम थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को लिखते हैं तो उत्तर मिल जाता है E2 E1Econtrol volume अब यहाँ हम काइनेटिक और पोटेंशियल ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा कर रहे हैं ताकि हम भी लिख सकते हैं की U2 U1Ucontrol volume अब प्रणाली आदर्श तरीके से इन्स्युलेटेड है और कोई कार्य का स्थानान्तरण भी नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आसपास के वातावरण के साथ कोई ऊष्मीय और कार्य की प्रतिक्रियाए नहीं हो रही है फिर इस प्रणाली या नियंत्रण आयतन की मात्रा के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा पूरी प्रक्रिया पर समान होनी चाहिए जो हमें देती है U2U1 अब शुरू में आपकी आंतरिक ऊर्जा क्या है और आखिरकार आंतरिक ऊर्जा क्या है जिसे हमें पहचानना है तो शुरू में U1 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करने के लिए संदर्भित करता है तो U के लिए हम लिख सकते हैं की m02Cv02Ti02 Tref02 mN2CvN2TiN1 TrefN2 जहां ऊपर की पहले कार्यकाल समीकरण ऑक्सीजन भाग के लिए प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है और दूसरा शब्द नाइट्रोजन भाग के लिए प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है यह राशि मिश्रण के बराबर होनी चाहिए और मिश्रण में जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों घटक अलग अलग रहते हैं इसलिए हम उन्हें अलग से भी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं की m CvO2m CvN2 यानी m02Cv02Ti02 Tref02 mN2CvN2TiN1 TrefN2m CvO2m CvN2 अगर हम उन्हें अब पुनः नए तरीके से लिखते हैं तो हम शायद यह लिख सकते हैं mCvO2mCvN20 अब T2 एक अंतिम तापमान है जबकि शुरू में वे अलग किए गए हैं इसलिए T1ऑक्सीजन के लिए और T1 नाइट्रोजन के लिए अलग हैं लेकिन उनके T2 को एक ही होना है तो इस T2 को हम Tm कहते हैं जो मिश्रण का तापमान है अब दोनों घटकों के लिए द्रव्यमान दिया गया है ऑक्सीजन के लिए द्रव्यमान 7 किलोग्राम है नाइट्रोजन के लिए यह 4 किलोग्राम है Cv के मानों को मैंने दिया है T2 इस स्थिति में ऑक्सीजन के लिए 40 0C के बराबर है जो कि 313 K है T1 नाइट्रोजन के लिए 20 0C के बराबर है यानी 293 K सब कुछ एक साथ डालकर हम प्राप्त करने जा रहे हैं Tm 322 0C तो हमें मिश्रण का तापमान मिला है अब मिश्रण का दबाव प्राप्त करने के लिए हमें मिश्रण की मात्रा को जानना होगा हमें मात्रा का पता नहीं है एक बार जब हमारे पास तापमान और मात्रा दोनों होती है तो हम मिश्रण पर अवस्था के आदर्श गैस समीकरण के लिए जा सकते हैं इसलिए हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं PmVmn R Tm लेकिन Tm की हमने गणना की है अब जो हमें जानना है वह है Pm और Vm चलो अब हम यहाँ उपयुक्त कुल मोल्स की संख्या की गणना करते है nO2mMO2 7320129 kmol nN2mMN2 4280143 kmol तो मिश्रण के लिए मोल की कुल संख्या nnO2nN20362 kmol तो हमारे पास मोल्स की कुल संख्या है यह एक है और अब मुझे कुल आयतन प्राप्त करना है अब कुल आयतन के लिए हम पहले ही सीख चुके हैं की अमागाट का नियम Amagat's law है और आंशिक दबाव में डाल्टन का नियम भी तो हम यह भी कह सकते हैं कि कुल आयतन उनके घटक संस्करणों के बराबर होना चाहिए तो इंडिविजुअल आयतन क्या है ऑक्सीजन के लिए V1 है और हम द्रव्यमान और अन्य चीजों को जानते हैं इसलिए जहां हम आसानी से यह गणना कर सकते हैं कि यह नीचे दिए गए के बराबर होना चाहिए V1O2O2 अब ऑक्सीजन की मोल्स की संख्या हम निकाल चुके हैं R एक सार्वभौमिक गैस स्थिरांक हैं T1 और P1 दिया हुआ है इसे रखने पर हमें मिलता है 57 m3 और V1N2N2 232 m3 अब यह देखो यहाँ इस V1O2 इस तरफ के आयतन को निरूपित करता है और V1N2 इस तरफ के आयतन को निरूपित करता है और एक बार जब आप विभाजन को हटा देते हैं तो दोनों गैसें एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाती हैं और इसलिए कुल मिश्रण पूरे कक्ष पर कब्जा करने में सक्षम होता है जो दोनों डिब्बों को एक साथ मिलाता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए V2 या Vm यह बराबर होना चाहिए vmv1O2v1N2 802 m3 वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं Pm 1145 kPa तो यह हम एक आदर्श गैस मिश्रण के लिए गणना कर सकते हैं और अंतिम दबाव या तापमान और किसी भी अन्य गुण जो आप चाहते हैं उसके लिए भी चलो अब हम जल्दी से वास्तविक गैस मिश्रण में चले यहां हमारे पास वास्तविक गैस मिश्रण के लिए एक स्थिति है हमारे पास गैस A और गैस B हैं उनकी प्रारंभिक शर्तें दी गई हैं दोनों एक ही तापमान और दबाव में हैं लेकिन उनके आयतन अलग अलग हैं 04 m3 गैस A के लिए है और 06 m3 गैस B के लिए है अब उन्हें पिछले प्रश्न की तरह ही एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की अनुमति है दोनों गैसें gases अब पूरे डिब्बे पर कब्जा कर रही हैं और इसलिए अंतिम आयतन की मात्रा दी गई है जो 04 m3 प्रारंभिक आयतन मात्रा के बराबर होगी प्रारंभिक आयतन दिया हुआ है जो कि गैस A के लिए 04 m3 06 m3 के बराबर है जो कि कुल 1 m3 है और यह भी है की जैसा कि दोनों एक ही तापमान पर हैं उनका तापमान समान हो सकता है उनकी आयतन मात्रा निश्चित रूप से 1 m3 है लेकिन दबाव क्या होगा क्या दबाव 100 kPa पर रहेगा यदि वे आदर्श गैसें हैं तो यह 100 kPa पर रहना चाहिए लेकिन अगर वे इस तरह की वास्तविक गैसें हैं तो यह 100 kPa नहीं हो सकती है यह कुछ इस तरह की हो सकती है यह उच्च या निम्न हो सकती है इसलिए वास्तविक गैसों के लिए हम दोनों घटकों का अलग अलग विश्लेषण नहीं कर सकते बल्कि हमें उन सभी को एक साथ जोड़ना होगा क्योंकि वास्तविक गैसों के लिए हम ये सभी गुण जानते हैं कि h u Cv Cp f T P or V तापमान और या तो दबाव की मात्रा निर्दिष्ट किया जाना चाहिए उनमें से एक आवश्यक है तो यह दिए गए घटकों में से दो का एक फंक्शन है और एन्ट्रापी निश्चित रूप से पहले से ही दोनों घटकों का एक फंक्शन था मान लो की अब अगर हम मिश्रण के लिए थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के TdS सम्बन्ध का उपयोग करके लिखते है की संभवत तुम्हें याद होगा की पहले हमने इस Tds के संबंधों को ऐसा लिखते थे dhm Tmdsm vmdPm अब हमें इस मिश्रण के लिए एक समीकरण लिखना है आपको hm और इन घटको के लिए समीकरण के बारे में पता हैइसलिए ऊपर के समीकरण को इन तत्वों के जोड़ के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है di1kxihiTm di1kxisii1kxivid Pm अब xi आम तौर पर इस विशिष्ट उदाहरण में कम से कम एक स्थिरांक है क्योंकि किसी भी तत्वों के लिए उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है और परमाणु क्रिया भी नहीं हो रही है तो आप द्रव्यमान गैर विनाशकारी या गैर रचनात्मक होने के लिए मान सकते हैं और इसलिए xi स्थिर रहता है इसलिए इसे बाहर ले जाना चाहिए अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं i1kxi dhiTm dsi vdPm0 पुन जैसा कि xi नहीं बदल रहा है ईसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dhiTm dsi vi dPm तो यह हमें इनथैलपी में ith तत्व के लिए परिवर्तन की गणना करने का एक तरीका देता है ताकि अगर हम किसी तरह से गुण की गणना करके जान सकें कि गुण में परिवर्तन होता है तो यह समस्या हमें अंतिम दबाव में परिवर्तन की गणना करने में मदद करेगी अभी के लिए प्रत्येक घटक के लिए मान कैसे प्राप्त करें घटक में से प्रत्येक के लिए हमें Tm और Pm की रिड्यूज़्ड प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है लेकिन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति भी प्राप्त करनी है और फिर वहां से हम इसके मूल्यों की गणना कर सकते हैं Tm और Pm जो अमागाट के नियम Amagat's के दृष्टिकोण के समान है यदि Vm और Tm दिया जाता है तो उसका उपयोग करके Vm हमें अनुमानित मूल्य की गणना Pm के अवस्था के आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके करनी होगी और फिर इसे यहाँ रखकर हम Tm और Pm मान प्राप्त कर सकते हैं मुझे मालूम है कि आप संख्यात्मक उदाहरण चाहते हैं जो इस विशेष अवधारणा को स्पष्ट कर सकता है स्लाइड समय देखें 3413 यहाँ स्थिति यह है की हम हवा के साथ क्रिया कर रहे हैं जिसे 79 नाइट्रोजन और 21 ऑक्सीजन के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कहते हैं की yN2 079 yO2 021 यह एक स्थिर प्रवाह प्रक्रिया है इसलिए 10 MPa के निरंतर दबाव पर 220 K से 160 K तक हवा को ठंडा किया जाता है तो दबाव अचल रहता है और तापमान 220 K से 160 K तक परिवर्तन होता है आप यहाँ देखें कि इन दो गैसों को आदर्श गैसों के रूप में मानने के लिए तापमान बहुत छोटा है क्योंकि आप विशेष रूप से अंत तापमान के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि 160 K जो कि बहुत छोटा है ऑक्सीजन के क्वथनांक के काफी करीब है तब हम इस विशेष तापमान और दबाव के संयोजन के लिए इनमेसे किसी भी गैस को आदर्श गैस नहीं सोच सकते हैं या नहीं मान सकते हैं और दबाव भी बहुत अधिक है इसलिए हमें अब आदर्श गैस सन्निकटन केस नियम और अमागाट Amagat's नियम का उपयोग करके हवा के प्रति किलो मोल की प्रक्रिया के दौरान गर्मी हस्तांतरण की मात्रा निर्धारित करनी होगी इसलिए हमें नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण बिंदु मानों को जानना होगा मैंने संख्याएँ नोट की हैं Tcr 1262 K Pcr 339 MPa ऑक्सीजन के लिए Tcr 1548 K देखिए अंतिम तापमान 160 K है यह बस लगभग ऑक्सीजन के क्वथनांक से 5 K ज्यादा है और ऑक्सीजन के लिए Pcr 508 MPa है इसलिए कार्यकारी दबाव भी बहुत ज्यादा है और इस परिस्थिति में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम अनुमान लगा सकें कि इन गैसों में से कोई भी आदर्श गैस है और इस स्थिति में मुझे यहाँ इनका मान रखने दे की y नाइट्रोजन के लिए 079 और y ऑक्सीजन के लिए 021 तो आइए हम पहले आदर्श गैस सन्निकटन द्वारा जाएं लेकिन इस विशेष प्रक्रिया के दौरान यह एक स्थिर प्रवाह प्रक्रिया है इसलिए हम यह आसानी से लिख सकते हैं कि अंदर आने वाली ऊर्जा ऋण बाहर जाने वाली ऊर्जा शून्य के बराबर होती है अर्थात ein − eout 0 इसका मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की उपेक्षा की जा रही है और द्रव्यमान भी स्थिर बना हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि स्थिति संख्या 1 है और हमें स्थिति 1 पर होना चाहिए और यह स्थिति 2 है फिर h1 h2qout जहाँ पे h1 बार हवा की प्रति इकाई मोल में आने वाली ऊर्जा की मात्रा है h2 हवा की प्रति इकाई तिल से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा है qout पर यूनिट मोल निष्कासित उष्मा की मात्रा या qouth1 h2 हम अभी तक यह नहीं जानते है की h1 या h2 में से कौन अधिक है अगर यह मात्रा सकारात्मक आती है तो हम कह सकते हैं कि हमने जिस दिशा को सही माना है वह यह है कि उष्मा को अस्वीकार किया जा रहा है यदि h1 का मूल्य h2 से कम है तो सिस्टम द्वारा उष्मा को अवशोषित किया जा रहा है अब मोलर सेन्स के लिए h1और h2 हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे दो घटकों में तोड़ सकते हैं तो हम लिख सकते हैं y h1 h2N2y h1 h2O2 और अब हमें आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए दोनों घटकों के लिए इस h1और h2 को पहचानना होगा आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करते हुए हम जानते हैं कि दिया गया तापमान है T1 220 K तब हम या तो अवस्था के आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं या हम सीधे तालिकाओं से मान ले सकते हैं यहाँ हम तालिकाओं से सीधे मान लेने जा रहे हैं इसलिए h1 N2 6391 KJkmol किसी भी थर्मोडायनामिक पुस्तक में आप अपेंडिक्स में पाएंगे कि कई डिडक्टिबल दिए गए हैं मैंने यहाँ Cengel और Boles की पुस्तक से इसका मान लिया है इसलिए ऑक्सीजन के लिए h1 6404 kJkmol T2 160 K तो 160 K के अनुरूप नाइट्रोजन के लिए h2 4648 kJkmol और ऑक्सीजन के लिए h2 4657 kJkmol इसलिए हम इनथैलेपीज़ के मानो को जानते हैं और हम इसे सीधे वहाँ रख सकते हैं तब मिश्रण या हवा के प्रति यूनिट मोल की उष्मा अस्वीकृति की मात्रा के बराबर होना चाहिए qout0790211744 KJkmol of air मान सकारात्मक आ रहा है अर्थात हमारी अनुमानित दिशा सही है प्रणाली के द्वारा ऊष्मा को खारिज किया जा रहा है इसलिए यह आदर्श गैस भाग के लिए है अब हमें Kay's के नियम को लागू करना होगा तब हम इसे एक वास्तविक गैस के रूप में मानेंगे स्लाइड समय देखें 4037 Kay's का नियम लागू करने के लिए क्या आपको Kay's का नियम याद है जो हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा है मुझे आशा है आपको याद होगा और हम ऐसा करते हैं कि बस लागू करते हैं Kay's का नियम प्राप्त करने के लिए हमें मिश्रण के लिए मिथ्या क्रिटिकल तापमान की पहचान करनी होगी हम यह कैसे कर सकते हैं यह बराबर होगा Tcrmi12yiTcri1322 K तो इस मामले में यहाँ मैंने पहले से ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण तापमान लिखा है उनके मोल अंश में भी तो मोल अंशों का उपयोग करते हुए ताकि आसानी से यह गणना की जा सके कि यह 1322 K हो और इसी तरह मिश्रण के लिए क्रिटिकल दबाव है Pcrmi12yi Pcri374 Mpa तो हमें उनके मोल mole अंशों का उपयोग करके मिश्रण के लिए मिथ्या क्रिटिकल तापमान मिला है और अब हमें दोनों घटकों के लिए संपीड़ितता कारक के मूल्य की पहचान करनी होगी तो इसके लिए हमें अवस्था संख्या 1 पर दबाव कम करने की आवश्यकता है जो है TR1T1Tcrm2201322166 अवस्था 2 में कम किया हुआ तापमान है TR2T1Tcrm1601322121 अवस्था 1 और 2 दोनों के लिए कम किया हुआ दबाव होता है क्योंकि दबाव स्थिर रहता है अर्थात 10 MPa जो है PRPmPcrm जो एक आइसोबैरिक प्रक्रिया है तो P1 और P2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं जो कि आने वाला है 10374267 उस इकाई के बारे में बहुत सावधान रहें जो आप यहाँ उपयोग कर रहे हैं सब कुछ MPa में दिया जाता है इसलिए मेरे पास कोई समस्या नहीं है अन्यथा मुझे इसे रूपांतरित करना पड़ता तो यह 267 के बराबर आ रहा है तो इस Tr1 और Tr2 का उपयोग करते हुए आपको कम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की गणना करनी होगी जो इस मामले में 1 के करीब आ रहा है और Pr और Tr2 का उपयोग करते हुए Z1 मिश्रण के लिए Z1 10 है और Z2मिश्रण के लिए 26 आ रहा है अब हमें मिश्रण के लिए इस विशेष चीज़ की गणना करनी होगी हम इसकी गणना कैसे कर सकते हैं आदर्श गैसों को मानते हुए इसलिए इस घटक के लिए प्रारंभिक इनथैलपी समान होना चाहिए hm 1 ideal079639102164046394 KJkmol hm 2 ideal079464802146574650 KJkmol इसलिए अब qouth1 h2h1ideal h2ideal R Tcrm समीकरण में दूसरा भाग गैर आदर्श गैस आचरण या आदर्श गैस आचरण के कारण विचलन से मेल खाता है अब हमें ये मान मिल गए हैं 83141322 1 263503 KJkmol of air इसलिए जब हम आदर्श गैस को 1744 की हमारी परिकलित संख्या मान लेते हैं जबकि इस मामले में गणना मूल्य उससे लगभग दोगुना बड़ा होता है इसलिए और जैसा कि हम इन मान से कम से कम बाहर निकलने के मान से अनुमान लगा सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण बिंदु से बहुत दूर है जबकि पहला काफी करीब है यह 1 के बराबर है हम आदर्श गैस आचरण को लगभग मान सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से हम स्थिति के लिए नहीं मान सकते हैं और अमागत Amagat's के नियम के लिए मैं इसे आपके पास छोड़ रहा हूं अमागत Amagat's के नियम का उपयोग करने की कोशिश करें जैसे पिछले व्याख्यान में हमने अमागत Amagat's के नियम का उपयोग करके दबाव और तापमान की गणना की 1 समस्या हल की है एक बार जब हमारे पास यह आसानी से हो जाता है तो हम संबंधित समान मूल्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं अमागत Amagat's के नियम का उपयोग करते हुए परिणाम 3717 kJkmol हवा के रूप में आ रहे हैं जो उस हिसाब से काफी करीब है जिसकी हमने गणना की है कोशिश करें और देखें कि आप इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं इस प्रकार हम गैस मिश्रण के लिए आदर्श गैस और वास्तविक गैसों दोनों के लिए सबसे सामान्य गहन और व्यापक गुणों की गणना कर सकते हैं एक अंतिम अवधारणा जिसे मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा वह है जिसे रासायनिक क्षमता के रूप में जाना जाता है अब रासायनिक क्षमता मिश्रण के निर्माण को संदर्भित करती है जब आप मिश्रण बनाते हैं तो पिछले उदाहरण से मान लीजिए आपने ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा और नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा ली है और आप उन्हें एक साथ मिला रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ घुलनशील हैं और इसलिए बहुत आसानी से यह एक मिश्रण बनाता है इसी तरह अगर हम मान लेते हैं तो पानी और एथिल अल्कोहल कहें और हम उन्हें एक साथ मिलाते हैं वे दोनों तरल पदार्थ हैं और वह एक दूसरे के साथ बहुत घुलनशील है इसलिए यह बहुत ही सही मिश्रण भी बनाता है लेकिन क्या आप उन्हें अब अलग कर सकते हैं हम नहीं कर सकते कम से कम हम उन्हें सीधे अलग नहीं कर सकते हमें किसी प्रकार की ऊर्जा लगानी होगी क्योंकि पृथक्करण प्रक्रिया सहज नहीं होगी हमें मजबूत घटकों के बीच अलगाव हवा से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अलगाव या इस तरल समाधान से पानी और एथिल अल्कोहल के बीच अलगाव के लिए किसी तरह की खर्च करना पड़ता है और इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं कि यह मिश्रण प्रक्रिया प्रकृति में अपरिवर्तनीय है यह प्रकृति में अत्यधिक अपरिवर्तनीय है और यह केवल एक दिशा में जा सकता है इसके विपरीत दिशा प्राप्त करने के लिए हमें इसके लिए कुछ अलग करना होगा और यह ठीक उसी जगह है जहां यह गणना करने के लिए कि हमें इसे अलग करने के लिए कितने काम करने की आवश्यकता है रासायनिक क्षमता की यह अवधारणा तस्वीर में आती है मैं इस बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा और बाकी हिस्सा आप पर छोड़ दूंगा यह वास्तव में थोड़ा उन्नत स्तर का विषय है यदि आप रुचि रखते हैं तो आप किसी भी मानक पाठ्यपुस्तक का पालन करने से आगे बढ़ सकते हैं अब सप्ताह संख्या 2 में जब हमने विभिन्न थर्मोडायनामिक संभावनाओं के बारे में चर्चा की तो मैंने गिब्स मुक्त ऊर्जा के रूप में जाना जाने वाला कुछ पेश किया क्या आपको एक्सप्रेशन याद है गिब्स मुक्त ऊर्जा को एक प्रतीक g का उपयोग करके परिभाषित किया गया था और इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया था g h − Ts या dg dh − Tds − sdT और यदि हम इसे दूसरे Tds के संबंध से जोड़ते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं vdP − sdT क्योंकि dh − Tds vdP दूसरे Tds के संबंध से या यदि हम व्यापक परिभाषा में जाते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं dG VdP − SdT तो यह गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा थी जो पहले प्रदान की गई थी और जब तक आप शुद्ध पदार्थ के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो यह पर्याप्त है एक शुद्ध पदार्थ के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि यह G केवल दबाव और तापमान का कार्य करता है हालाँकि जब हम एक मिश्रण के साथ काम कर रहे हैं तो यह भी क्योंकि मिश्रण G के लिए होने वाली सभी रचनाओं के फंक्शन दबाव तापमान और सभी मोल mole अंशों का एक फंक्शन है GfPT या मुझे सभी घटकों के लिए मोल्स की संख्या कहनी चाहिए यदि उनके घटकों की संख्या k है तो ताकि हम लिख सकें GTn dPPn dTTPn1 dn1TPnj dnk इसलिए इसके अलावा हम पिछले एक nj dnk के लिए अगर मैं योग के रूप में लिखू तो जहां हम इस स्वरुप में लिखते हैं Tn dPPn dTi1kTPnjj1k1 dni T P और nj के साथ स्थिर रहता है dni जहां j 1 से k तक भिन्न होता है लेकिन j i के बराबर नहीं है यदि हम शुद्ध पदार्थ या एकल घटक पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरा भाग शून्य के बराबर है तो यह शुद्ध पदार्थ समीकरण पर वापस आ जाएगा लेकिन जब हम बहु मिश्रित मिश्रण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तीसरा भाग भी प्रासंगिक है और अगर आप अब इस शुद्ध पदार्थ के लिए इस फॉर्म की तुलना करते हैं तो शायद हम एक एकीकृत रूप प्राप्त कर सकते हैं dGVdP SdTikki dni जहाँ iTPnj इसे वह रासायनिक क्षमता कहा जाता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं इसलिए यह रासायनिक क्षमता एक निर्दिष्ट चरण में मिश्रण के गिब्स फ़ंक्शन में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है जब उसी चरण में घटक i की एक इकाई राशि को मिश्रण से जोड़ा या हटा दिया जाता है क्योंकि दबाव तापमान और अन्य सभी चरणों की मात्रा बनाए रखी जाती है स्थिर अक्सर हम भी कुछ इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं gihi TSi यहाँ ये ith घटक के लिए हैं और ये मात्रा g tilde h tilde s tilde को मिश्रण के लिए या मिश्रण में ith घटक के लिए आंशिक मोलर गुण भी कहा जाता है तो जब भी हम एक बहु घटक मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं तब यह μi रासायनिक क्षमता है जो तस्वीर में आती है अब आपने संभवतः कई स्थितियों का अवलोकन किया है जब हम दो घटकों को मिलाते हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होता है मान लीजिए कि आपने एक निश्चित मात्रा में 200 मिलीलीटर पानी और 100 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मिलाया है और फिर आपने जो मिलाया है आप मिश्रण की अंतिम मात्रा 300 मिलीलीटर के बराबर होने की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है अंतिम मात्रा उत्पन्न करना इस से थोड़ा कम है या कभी कभी जब हम दो पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो तापमान में बदलाव होता है या तो तापमान कम हो जाता है या तापमान बढ़ जाता है और यह इस रासायनिक क्षमता की उपस्थिति के कारण होता है स्लाइड समय देखें 5459 इसलिए एक बार जब हम मिश्रण के लिए अंतिम मात्रा की गणना करना चाहते हैं तो हम इस अंतिम मात्रा के बराबर होने की उम्मीद कर सकते हैं Vm i1kmivi अगर हम इसे मोल के अर्थ में लिखते हैं तो शायद हम इसे भी लिख सकते हैं i1knivi लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कई सामान्य प्रकार के परिदृश्यों के लिए नहीं होता है इसलिए हम इसे इस रूप में निरूपित करते हैं V व्यावहारिक रूप से Vm i1knivi जहां vi tilde आंशिक मोलर विशिष्ट मात्रा है जिसे हमने अभी परिभाषित किया है उसी तरह Hm i1knihi जहां हमने एक तारांकित मात्रा को परिभाषित किया है Hm i1knihi और हम मिश्रण के लिए एन्ट्रापी को परिभाषित कर सकते हैं Sm i1kni si और जहाँ Sm प्रतिनिधित्व करता है Sm i1kni Si ये दो मात्राएँ समान नहीं हैं केवल अगर आप एक आदर्श गैस मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दो मात्राएं समान हैं लेकिन वास्तविक स्थितियों के लिए एक दूसरे के बराबर नहीं है और इसलिए दोनों के बीच विचलन है यदि हम इस विचलन पर विचार करते हैं तो हम परिभाषित कर सकते हैं VmnVn V i1kni vi vj इसी तरह हम मिश्रण की इनथैलपी को परिभाषित कर सकते हैं ΔHmixing जो और कुछ नहीं है लेकिन HmixingHm H i1kni hi hj और इसी प्रकार मिश्रण की एन्ट्रापी SmixingSm S i1knisi sj अब मिक्सिंग प्रक्रिया एक अपरिवर्तनीय एक प्रक्रिया है इसलिए मिश्रण की एन्ट्रापी हमेशा सकारात्मक होती है मिश्रण की एन्ट्रॉपी हमेशा सकारात्मक होती है इसलिए मिश्रण की एन्ट्रॉपी हमेशा मिश्रण के घटकों के योग से या मिश्रण की हुई प्रक्रिया से पहले होता है जबकि मिश्रण की तापीय धारिता सकारात्मक हो सकती है नकारात्मक हो सकती है विशेष मामलों में शून्य भी हो सकती है जब यह सकारात्मक होता है तो उष्मा पैदा हो रही है हम उस प्रतिक्रिया को एक्सोथर्मिक कहते हैं या मिक्सिंग प्रक्रिया को एक्सोथर्मिक कहा जाता है जबकि जब यह नकारात्मक होता है तो हम उस मिश्रण प्रक्रिया को एंडोथर्मिक कहते हैं और जब वह शून्य होता है तो हम मिश्रण प्रक्रिया को आइसोथर्मल कहते हैं एक आइसोथर्मल मिश्रण में प्रक्रिया के दौरान तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा एक्ज़ोथिर्मिक और एंडोथर्मिक मिश्रणों के दौरान प्रारंभिक तापमान की तुलना में अंतिम मिश्रण के तापमान में बदलाव होता है तो अक्सर हमें इन राशियों के विशिष्ट संस्करणों को भी परिभाषित करना पड़ सकता है जैसे अगर हम इस मिश्रण की विशिष्ट मात्रा को परिभाषित करना चाहते हैं तो यह होना चाहिए vmVmni1kyivi इसी तरह मिश्रण की विशिष्ट इनथैलपी है hmHmni1kyi hi और मिश्रण की विशिष्ट एन्ट्रॉपी है smSmni1kyi si तो यही कारण है कि हम इस रासायनिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए मिश्रण के मूल्यों की गणना कर सकते हैं मैं इस रासायनिक क्षमता में आगे नहीं जा रहा हूं लेकिन इस अवधारणा का उपयोग करके अलगाव के लिए काम की आवश्यकता की गणना करना संभव है मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ रहा हूं जो सीखने के लिए इच्छुक है क्योंकि यह अधिक और उन्नत थर्मोडायनामिक प्रकार की अवधारणा है यही वह जगह है जहां मैं इस विशेष सप्ताह को समाप्त करना चाहूंगा स्लाइड समय देखें 10001 यहां हमने द्रव्यमान और मोल के अंश और गैस मिश्रण के P v T आचरण के बारे में सीखा है आदर्श और वास्तविक गैस मिश्रण दोनों का मिश्रण फिर गैस मिश्रण के गुणों पर हमने आज चर्चा की है और अंत में रासायनिक क्षमता का बहुत संक्षिप्त परिचय दिया है कई अन्य अवधारणाएं हैं जो गैस मिश्रण के साथ संयोजन में चर्चा की जा सकती थीं लेकिन मैं इसके लिए कोई भी नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह इस पाठ्यक्रम के लिए भी प्रासंगिक नहीं है जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह एडवांस थर्मोडायनामिक्स का विषय हो सकते हैं जो इस विशेष पाठ्यक्रम के दायरे से परे है तो यह वह जगह है जहाँ हमारा दसवां सप्ताह खत्म होता है अगले सप्ताह में मैं एक अन्य प्रकार के मिश्रण के साथ शुरू करूंगा जहां हम आदर्श गैस के मिश्रण के बारे में बात करेंगे और मुझे एक गैर संघनक गैस और घनीभूत वाष्प के बारे में कहना चाहिए जो एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग है